नमस्कार हम रणनीति के बारे में चर्चा कर रहे थे अब जो भी हो शायद आपकी रणनीति चाहे वह भेदभाव आधारित हो या यह केंद्र आधारित या कम लागत आधारित हो अंततः सेवा व्यवसाय में आपको ग्राहक उपभोक्ता तक पहुँचाना होगा उनकी अपेक्षा से अधिक मूल्य तो उपभोक्ता के लिए वितरित मूल्य के बाद की खपत पोस्ट खपत की धारणा सेवा की मूल्य स्थिति द्वारा बनाई गई पूर्व खपत अपेक्षा से अधिक होनी चाहिए इसलिए सेवा से पहले आपके द्वारा अपेक्षित मूल्य यदि सेवा की खपत के बाद आपकी धारणा के अनुसार अधिक है तो आपके पास खुशी का मौका है फिर सेवा व्यवसाय उस क्षेत्र में होगा जहां वे आनंद ले सकते हैं और ग्राहक निष्ठा और वकालत प्राप्त कर सकते हैं अब अंततः पी माइनस ई की इस नींव पर सेवाओं के कारोबार में सफलता की उम्मीद बढ़ गई है अब जो भी हो सकता है कि आपकी रणनीति यह इस मूल्य को दिया गया है जो ग्राहकों के मन में महत्वपूर्ण माप होगा इसलिए जब कोई ग्राहक प्राप्त मूल्य को मानता है तो उसमें एक निश्चित संज्ञानात्मक या तार्किक हिस्सा होता है और अन्य भावनात्मक या प्रभावी भागों की संख्या होती है मूल्य को पहचानने के लिए संज्ञानात्मक फ्रेम कार्य के भीतर मूल्य लगभग कोर एक कुंजी है इसलिए कुछ मामलों में इसलिए सेवा व्यवसाय द्वारा चार्ज की गई कीमत उपभोक्ता के लिए उपयोग की लागत के लिए अधिग्रहण की लागत है और उस मूल्य की तुलना ग्राहकों के मन में तुलना मूल्य के साथ की जाती है इसलिए सेवा व्यवसाय में यह कुछ हद तक कठिन है और दूसरी ओर इस मूल्य धारणा को बनाने में कुछ आसान है जिसे हम इस सत्र के दौरान और निम्नलिखित दो सत्रों में चर्चा करते हुए समझेंगे अध्याय संख्या 6 में हमारी पाठ्य पुस्तक में विस्तृत विभिन्न पहलू इसलिए इस पाठ्य पुस्तक में अध्याय संख्या 6 को मूल्य निर्धारण और राजस्व प्रबंधन को लागू करने के लिए शीर्षक दिया गया है राजस्व प्रबंधन एक अग्रिम अवधारणा है जो माल व्यवसाय में विरोध के रूप में सेवा व्यवसाय में काफी लागू या अधिक लागू होती है लेकिन इससे पहले कि हम सेवाओं के कारोबार में मूल्य निर्धारण के उन दिलचस्प क्षेत्रों में उतरें आज हम मूल्य निर्धारण की कला और विज्ञान के बारे में कुछ बुनियादी बातों की समीक्षा करें यह कला और विज्ञान है क्योंकि मूल्य निर्धारण के एक अच्छे हिस्से की गणना सारणीबद्ध मात्रात्मक रूप से की जा सकती है लेकिन कई ऐसे भी हैं जो सहज कला उपभोक्ता मनोविज्ञान की गहरी समझ विभिन्न अवसरों और स्थितियों की गहरी समझ जिसमें सेवा संक्षिप्त और वितरित है और क्षमताओं की उन कला टोकरी में मूल्य निर्धारण की कला हैं तो मूल्य निर्धारण एक विज्ञान और कला है लेकिन अंतत मूल्य निर्धारण की भूमिका मौजूदा लाभ देने बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि देने की है इसलिए आमतौर पर मूल्य निर्धारण उद्देश्य यहां मैंने एक उदाहरण के लिए लिया है मैंने एक संगठन चुना है जिसे 6 बल्लीगंज स्थान कहा जाता है यह कुछ महाद्वीपीय और यूरोपीय व्यंजनों के साथ और बहुत ही आधुनिक परिवेश में विभिन्न टुकड़ों में पारंपरिक बंगाली व्यंजन देने के लिए एक सेवा व्यवसाय है उनके पास कई रेस्तरां हैं जिन्हें वे कलकत्ता में चलाते हैं उनके पास भोज और पार्टियों आदि की सेवा के लिए खानपान सेवा भी है और मुझे लगता है वे अब कुछ अन्य नए सेवा व्यवसाय विकसित कर रहे हैं जैसे कि छोटी पार्टियों के लिए होम डिलीवरी आदि अब ऐसे व्यवसाय की मूल्य निर्धारण रणनीति के लिए एक मौलिक विचार विकास और विकास होगा जो वर्तमान लाभ और बाजार हिस्सेदारी के मामले में वृद्धि के संदर्भ में मापा जाएगा जब 6 बल्लीगंज जगह भोजहोरी मन्ना या ओ कलकत्ता जैसे अन्य रेस्तरां के साथ प्रतिस्पर्धा करती है या वे अन्य रेस्तरां अन्य खानपान सेवाओं और वैकल्पिक भोजन और पेय सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं इसलिए मूल्य निर्धारण नीति में इसलिए यह याद रखना कि यह हमें वर्तमान लाभ देना है हमें बाजार में हिस्सेदारी देना है हमें राजस्व वृद्धि के साथ साथ लाभप्रदता विकास प्रदान करना है पॉलिसी सेटिंग को इस विशेष आरेख द्वारा वर्णित किया जा सकता है जो आपके सामने है जहां आप मूल्य निर्धारण उद्देश्य का चयन करते हैं और हम इसकी तुलना सम्मान के साथ करते हैं या किया जाता है जो निर्धारित मांग के साथ व्युत्पन्न या एक प्रकार का तुलसी संवादआत्मक है और हमें लागत का अनुमान लगाना होगा हमें प्रतिस्पर्धियों की लागतों प्रतिस्पर्धियों की कीमतों और प्रतियोगियों की पेशकश की पूरी श्रृंखला का भी विश्लेषण करना होगा इसलिए जब 6 बल्लीगंज स्थान अपनी मूल्य निर्धारण की रणनीति का निर्धारण करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भोजहोरी मन्ना या ओह कलकत्ता की मूल्य निर्धारण रणनीति को देखना होगा उन्हें कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट और अन्य स्थानों पर तुलनीय अन्य रेस्तरां को देखना होगा और उनके मूल्य निर्धारण नीतियां उन्हें तुलना करनी होगी और पांच सितारा होटल और रेस्तरां की मूल्य निर्धारण नीतियों को समझना होगा इसलिए उन्हें इसलिए प्रतिस्पर्धी के मूल्य निर्धारण का निर्धारण करना है इसलिए क्षैतिज स्तर पर इसका मतलब है कि वे प्रकट होते हैं प्रतियोगियों का मूल्य निर्धारण जो कि उच्च मूल्य स्तर पर और रेस्तरां की मूल्य निर्धारण रणनीति में खुद को स्थान दे रहे हैं जो वास्तव में पैमाने पर खुद को थोड़ा नीचे कर रहे हैं और फिर एक को मूल्य निर्धारण विधि और अंतिम मूल्य का चयन करना होगा हम लागत पर कोई चर्चा किए बिना मूल्य निर्धारण पर चर्चा नहीं कर सकते और जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार की लागतें हैं कुछ निश्चित लागतें हैं हम अक्सर उन्हें डूब लागत कहते हैं क्योंकि ये ऐसी लागतें हैं जिन पर एक प्रबंधक के रूप में आपके पास बहुत अधिक नियंत्रण नहीं हो सकता है इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर या वह जगह जो किराए पर दी गई है या किसी लंबी अवधि के कर्मचारियों के वेतन निश्चित वेतन जो कम से कम या सभी वेतन और बिजली बिल औसत और अन्य सामान के निश्चित घटक नहीं हैं तो ये लागत हैं जो बिक्री की मात्रा के संबंध में तय की गई हैं इसलिए चाहे आप सप्ताह में 5 दिन अपना रेस्तरां चलाते हैं या सप्ताह में 3 दिन या सप्ताह में 7 दिन अपना रेस्तरां चलाते हैं लेकिन कुछ निश्चित लागतें हैं जो बदलती नहीं है जैसे किराया कुछ लागतें अर्ध परिवर्तनीय होंगी जैसे कि बिजली की लागत कुछ हद तक यह आपके संचालन के घंटे के साथ परिवर्तनीय होगी लेकिन यह उदाहरण के लिए आपकी बिक्री की मात्रा के संबंध में भिन्न नहीं होगा क्योंकि इसमें कई अन्य चर हैं इसलिए कुछ निश्चित लागतें हैं जो काफी हद तक तय हैं जैसे कि जगह का किराया कुछ हद तक बिजली बिल या आपके द्वारा उत्पन्न ईंधन बिल और इसी तरह से अन्य हैं फिर निश्चित रूप से ऐसी लागतें हैं जो पूरी तरह से परिवर्तनशील हैं इसका मतलब है कि वे बेची गई इकाइयों की संख्या या वितरित किए गए व्यंजनों की संख्या या उन पार्टियों की संख्या या उनके द्वारा परोसी गई ग्राहकों की संख्या आदि से बंधे हैं इसलिए ये लागत सीधे उत्पादन के स्तर से संबंधित हैं और ये लागत कच्चे माल की लागत है एक खाद्य और पेय रेस्तरां के मामले में विभिन्न सामग्रियों की लागत जैसे नैपकिन कुछ प्रकार के सहायक सामान की आपूर्ति हो सकती है और इसी तरह ये लागत वितरित इकाइयों की संख्या या उत्पादित इकाइयों की संख्या से जुड़ी हुई हैं कुल मिलाकर इनकी कुल लागत होती है अब अगर हमारे पास एक राजस्व रेखा है और इसलिए इकाई की लागत परिवर्तनीय लागत से कम है जो कि यूनिट उत्पादन से जुड़ी है तो हमें प्रति यूनिट मार्जिन देती है और उस मार्जिन प्रति इकाई से विभाजित कुल निश्चित लागत हमें प्रदान करती है सम विच्छेद वॉल्यूम या सम विच्छेद बिक्री इसका मतलब है वह स्तर जिसके ऊपर यह लागत वसूली है और जिसके आगे हम नीचे की पंक्ति में योगदान दे रहे हैं जाहिर है यह लगभग एक सामान्य ज्ञान है कि अगर हम एक संरचना बनाते हैं जो एक तरफ कि y अक्ष पर हमारे पास गुणवत्ता निम्न मध्यम उच्च और कीमत है हमारे पास उच्च मध्यम कम है फिर जाहिर है अगर कम मूल्य पर वितरित उच्च गुणों पर जिसे हम सपोर्ट वैल्यू रणनीति कह सकते हैं तो उच्च गुणवत्ता के साथ एक मध्यम स्तर मूल्य निर्धारण उच्च मूल्य रणनीति और उच्च गुणवत्ता के साथ उच्च मूल्य प्रीमियम रणनीति हो सकती है अब कीमत अक्सर गुणवत्ता के लिए एक संकेत भी है हम अब जानते हैं जैसा कि हमने चर्चा की है कि मैं पिछले सत्र में सोचता हूं कि यदि आप गुणवत्ता में अच्छा निवेश करते हैं और यदि आपकी गुणवत्ता वास्तव में अच्छी है तो कई मायनों में आप विभिन्न प्रकार के कचरे को कम कर देंगे जिसका मतलब है कि आप विभिन्न प्रकार की लागतों को कम कर देंगे इसलिए यदि आपके पास कम लागत क्षमता और कम लागत की रणनीति है तो संभव है कि आपके उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अधिक हो आपकी कीमत आपकी लागत काफी कम होगी लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप कम कीमत के अंत में खुद को स्थिति में रखें लेकिन आप वास्तव में एक उच्च मूल्य रणनीति पर खुद को स्थिति देते हैं इसका मतलब है मध्यम मूल्य और उत्कृष्ट गुणवत्ता कई प्रकार की सेवाओं में यह वह स्थिति है जिसे संगठन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जाहिर है अगर आपका उच्च गुणवत्ता पर कम गुणवत्ता प्रदान करता है यह आज की सेवाओं के कारोबार में व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है जब तक कि आपके पास किसी प्रकार की एकाधिकार स्थिति न हो इसलिए कुछ प्रकार के राज्य एकाधिकार जैसे बिजली की आपूर्ति कभी कभी इस चीर फाड़ की रणनीति होती है लेकिन वास्तव में आज सक्रिय उपभोक्तावाद और तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ बोल रहा है और दुनिया भर से आने वाले प्रतियोगियों से दबाव और नीति जारी रखता है आज इस कम गुणवत्ता वाले उच्च मूल्य में होना बहुत मुश्किल है तो यह चार्जिंग ओवर भी है इन क्वाड्रेंट्स को हम वास्तव में भूल सकते हैं और वास्तव में बोलने वाले संगठन अब इन चार क्वाडंटों के भीतर बने रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये कम गुणवत्ता वाली कम कीमत भी ऐसी नहीं है अगर हम फिर से 6 Ballygunge जगह कम गुणवत्ता कम कीमत शायद कुछ सड़क किनारे स्नैक बार और के उस उदाहरण को वापस लेते हैं लेकिन वहां भी आप जानते हैं कि लोग कम गुणवत्ता को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे तो यह चतुर्थांश बाहर है और ये 7 8 9 ये चतुर्भुज बाहर हैं वास्तव में मूल्य निर्धारण को समझने के लिए हमारे लिए सबसे दिलचस्प चतुर्थांश 2 3 5 और 6 होगा ओवर चार्जिंग चीर फाड़ झूठी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था ये रणनीतियाँ वास्तव में बहुत संभव नहीं हैं अब सेवाओं में प्रीमियम रणनीति कभी कभी संभव हो जाती है क्या आपको पता चल सकता है कि एयर इंडिया या सिंगापुर एयरलाइंस पर प्रथम श्रेणी की सेवा या इस तरह की स्थिति संभव हो सकती है लेकिन ज्यादातर हमें इन चार चतुर्भुजों को देखना होगा जाहिर है यह मूल्य निर्धारण की सीमा है यह कम कीमत है जिसके परे आप नुकसान में हैं इसलिए इस मूल्य स्तर से आगे लाभ संभव नहीं है यह वह जगह है जहां शायद शून्य लाभ स्तर है और यह उच्च कीमत है वास्तव में यह है कि आप इससे परे कीमत कह सकते हैं जिसकी कोई मांग नहीं है क्योंकि एक कीमत इतनी है उच्च कि प्रीमियम स्थिति भी अब संभव नहीं है इसलिए इन दो सिरों के बीच हमारे पास यह तीन तत्व या तीन CS हैं जैसा कि हम अक्सर उन्हें कहते हैं यह लागत प्रतिस्पर्धी मूल्य और मूल्य विकल्प और ग्राहक आपकी सेवा की विशिष्टता का मूल्यांकन या किसी तरह से हैं वे भी इन उद्देश्यों और कंपनियों के उद्देश्यों के लिए खड़े हैं तो कम कीमत के इस एक छोर के बीच उच्च कीमत के एक और छोर के बीच हमारे पास तीन CS के विचार हैं जो हमारी मूल्य निर्धारण नीति का मार्गदर्शन करेंगे मूल्य नीति हो सकती है जो बाजार में प्रवेश के लिए है बाजार में प्रवेश गद्य में जहां हम कम कीमत निर्धारित करते हैं अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं हमें बड़ी संख्या में खरीदारों को बड़ा बाजार हिस्सा आकर्षित करने के लिए इसलिए अधिकांश उद्यमी सेवा संगठन इस प्रकार की मूल्य निर्धारण रणनीति अपनाते हैं और जैसा कि आप तीव्र प्रतिस्पर्धा देख सकते हैं यह अब ई कॉमर्स और ई रिटेलिंग के क्षेत्र में चल रहा है तो वेब पर फैशन रिटेलिंग वेब पर एक किताबों और पत्रिकाओं और संगीत खुदरा बिक्री वेब पर विभिन्न प्रकार के पुराने सामानों की खुदरा बिक्री मोबाइल फोन एक टेलीफोन वेब पर टैबलेट रिटेलिंग गहन कीमत प्रतियोगिता और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके सभी शेयर बाजार को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ सभी उपभोक्ता का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं और उपभोक्ता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम एक बार उनकी वेबसाइट और उनके लेनदेन प्लेटफ़ॉर्म पर एक अनुभव आता है इस आशा के साथ कि वे अन्य आशाएँ और नीतियाँ बना पाएँगे जिनके द्वारा ग्राहक उनके साथ खेलना जारी रखेगा इसलिए बाजार में प्रवेश मूल्य निर्धारण अक्सर उद्यमी सेवा व्यवसायों के लिए शुरुआती बिंदु होता है और जिन शर्तों के तहत यह रणनीति अच्छी है यह नीतियां अच्छी हैं जब बाजार अत्यधिक मूल्य संवेदनशील होता है और कम कीमत बाजार के विकास को उत्तेजित करती है जो लगभग सभी ई कॉमर्स ई रिटेलिंग खिलाड़ियों द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों में से एक है क्योंकि उन्हें लगता है कि भौतिक स्टोरों की तुलना करें अगर ग्राहकों को वास्तव में कम कीमत मिलती है तो अधिक से अधिक भौतिक खरीदारी भौतिक खरीदारी व्यवहार से इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी व्यवहार में बदलाव होगा और पैमाने के उत्पादन भी हैं अगर पैमाने की अर्थव्यवस्था है इसका मतलब है अधिक मात्रा जाहिर है कि आप प्रति यूनिट लागत तय कर रहे हैं यह अधिक इकाइयों को बेचा जाता है लेकिन ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जैसे सीखने की अवस्था वगैरह जहाँ इसका मतलब है कि आप जितने अधिक ग्राहकों को बेचेंगे आपको उतने अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत होगी आप सीखेंगे कि ग्राहकों को कैसे और अधिक खुश किया जाए और इसलिए वे लाभ हैं जिन्हें आप बाद में विकसित कर सकते हैं एक बार जब आप एक पैठ मूल्य निर्धारण का उपयोग करके ग्राहकों को अपने साथ लेते हैं एक बात हमें बुनियादी अर्थव्यवस्थाओं के सबक से याद रखना होगा कि किसी मामले में कीमतों में कमी वास्तव में मांग में बहुत कम बदलाव का कारण बनेगी इसे इनलेस्टिक डिमांड कहा जाता है तो इस मूल्य के आधार पर छंद मांग ग्राफ यदि यह ग्राफ वास्तव में इस आकार का है तो इसका मतलब है कि यह मांग अयोग्य है यदि ग्राफ इस आकार का है इसका मतलब है कि कीमत में थोड़ा बदलाव मतलब है कि 10 डॉलर से 15 डॉलर की कीमत में बदलाव 50 से 150 तक की मांग को बदल सकता है इसलिए यह मूल्य में 50 प्रतिशत का परिवर्तन है जो 3 गुना अधिक मांग बनाता है यह समझ है कि क्या बाजार जिसमें आप अपनी सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं इस लोच के प्रति संवेदनशीलता कितनी महत्वपूर्ण है इससे पहले कि आप वास्तव में या तो अपनी कीमतों को कम करें या बढ़ाएं मूल्य अक्सर वास्तव में एक मूल्य निर्धारित होता है और कीमत सामान्य रूप से कम नहीं होती है लेकिन मौसमी छूट हो सकती है आप मूल्य निर्धारण प्रोत्साहन बंडल मूल्य निर्धारण पुन खरीद मूल्य निर्धारण ग्राहक को वापस आने के लिए कूपन आधारित आकर्षण और उस तरह की खरीद के लिए अलग अलग समय दे सकते हैं मूल्य समायोजन रणनीतियों में हो सकता है इसलिए अंत में मूल्य प्रबंधन के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं या तो हम मूल्य में कटौती शुरू करना चाहते हैं या हम मूल्य वृद्धि शुरू करना चाहते हैं अतिरिक्त क्षमता या प्रतियोगिता या मर्मज्ञ मूल्य निर्धारण के लिए आपकी मूल्य निर्धारण नीति के कारण मूल्य में कटौती शुरू की जा सकती है मूल्य वृद्धि को महंगाई या मांग के कारण किया जा सकता है बेशक इन दिनों मूल्य वृद्धि बहुत कम ही तैनात की जा सकती है क्योंकि प्रतियोगिता की तीव्रता लगभग संभावना को नकार देती है बेशक आपने मूल्य में बदलाव के लिए ग्राहकों के साथ साथ प्रतियोगियों की प्रतिक्रियाओं की लगातार निगरानी की है आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप तब तक मूल्य युद्ध का कारण नहीं बनेंगे जब तक कि हम क्या चाहते हैं और यदि आप मूल्य युद्ध में जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी कम लागत की रणनीति पर एक बहुत मजबूत संभालना होगा कम लागत की रणनीति जिसके बारे में हमने पहले या कम लागत और फ़ोकस संयोजन पर चर्चा की जहाँ आप ग्राहकों के एक निश्चित खंड के लिए मूल्यों का एक बंडल बना पाएंगे जिसमें आप विभिन्न प्रकार के अन्य दबावों से अपने मूल्य को ढाल सकेंगे इसलिए प्रतिस्पर्धी मूल्य में परिवर्तन आप बस ऐसे कर सकते हैं जैसे उनके पास ये प्रतिक्रियाएं होंगी आप मूल्य परिवर्तन परिदृश्य के समान प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं कीमत बनाए रख सकते हैं या कीमत कम कर सकते हैं और मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं और गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं इनमें से कुछ जैसे मूल्य वृद्धि और सुधार गुणवत्ता ये आज की दुनिया में बहुत पारंपरिक सोच हैं वे बहुत मान्य नहीं हो सकते हैं लेकिन एक कम कीमत की फाइटर लाइन लॉन्च करना एक चुनौती से आक्रामक आक्रामक मूल्य निर्धारण के जवाब में अक्सर एक अच्छी रणनीति है इसलिए यह एक समय है जब एक निरमा बहुत कम कीमत पर एक अच्छा उत्पाद लेकर आया था पारंपरिक निर्माताओं से प्रतिक्रिया के रूप में उन दिनों के संगठित खिलाड़ी हैं अब निरमा खुद एक बड़े संगठित खिलाड़ी हैं लेकिन उन दिनों यूनिलीवर या प्रॉक्टर और गैंबल जैसे लोग उन्होंने कम कीमत की फाइटर लाइन शुरू करके जवाब दिया यही सोच सेवा व्यवसाय में भी होती है इसलिए मैं आज के सत्र का समापन आपसे पुस्तक के अध्याय संख्या ६ को पढ़ने का अनुरोध करके करूंगा जो कि अध्याय शीर्षक है जो कीमतों को निर्धारित करता है और राजस्व प्रबंधन को लागू करता है उस अध्याय का प्रारंभिक हिस्सा जिसे आप पढ़ने के लिए अनुरोध कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इसके बारे में यह सोचें कि भोजोहारी मन्ना जैसा संगठन मैं इसका परिचय देता हूं उनके पास बंबई बंगलौर में कलकत्ता में कई रेस्तरां हैं और एक आधुनिक माहौल में कुछ विदेशी बंगाली व्यंजनों में बंगाली व्यंजन पारंपरिक बंगाली व्यंजन परोसे जाते हैं अब यह संगठन ओह कलकत्ता के साथ प्रतिस्पर्धा में 6 बल्लीगंज स्थान के साथ प्रतिस्पर्धा में है उनमें से कुछ क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और वेबसाइट के बारे में सोचते हैं भोजहोरी मन्ना उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें उनके बारे में पढ़ें उनकी प्रतियोगिता और सोचें कि अगले साल के लिए उनकी मूल्य निर्धारण नीति क्या होनी चाहिए हम अगले दो सत्रों में आपकी गहरी समझ के लिए गहन चर्चा के साथ इस चर्चा को जारी रखेंगे